विश्वविद्यालयों और बौद्धिक संपदा आज आईपीएक कानून के कारण हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रख्यापित किया गया था इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों को वाणिज्यिक विकास के लिए अपने आविष्कारों को लाइसेंस देने की अनुमति दी बे डोले अधिनियम लागू होने से पहले कोई भी विश्वविद्यालय जो सार्वजनिक निधियों का उपयोग कर रहा था उसे पेटेंट की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि इसमें सार्वजनिक निधियों का उपयोग शामिल था और सार्वजनिक निधियों के उपयोग के साथ पेटेंट को निजीकरण प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जा सकता था जो कि उपयोग करके सार्वजनिक धन बनाया गया था इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों को अपने आविष्कारों को लाइसेंस देने और व्यावसायिक रूप से विकसित करने की अनुमति दी आपको इस अधिनियम के इस दायरे को एक पुराने अपवाद के प्रकाश में समझना चाहिए जो पेटेंट कानूनों में था पेटेंट कानूनों ने पारंपरिक रूप से किसी भी गतिविधि को बाहर कर दिया जो उनके छात्रों या किसी पेटेंट उल्लंघन के दायरे से किसी भी अनुसंधान गतिविधि के निर्देश के लिए थी इसलिए विश्वविद्यालयों के भीतर या कक्षाओं में जो कुछ भी हुआउसे बाहर निकाल दिया क्योंकि इसे छात्रों को पढ़ाने के लिए आवश्यक था हालांकि यह उल्लंघन के दायरे में आ सकता है इसलिए अनुसंधान या शिक्षा अपवाद अमेरिकी कानून में भी मौजूद थे लेकिन विश्वविद्यालयों में विकसित उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए यह मुख्य रूप से आया विश्वविद्यालयों में जो बौद्धिक संपदा अधिकार बनाए जाते हैं उनका व्यवसायीकरण हो सकता है भारत में हमारे पास इसी तरह का एक प्रयास था जो एक विधेयक था जिसे पारित किया गया था इसने बौद्धिक संपदा के विकास में उपयोग किए गए सार्वजनिक धन को कवर किया था इसे PUPFIP बिल कहा जाता था यह पब्लिक फंडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संरक्षण और उपयोग के लिए है यह बिल एक अधिनियम नहीं बन पाया यह कुछ विवादों के कारण विफल हो गया इसलिए पेटेंट का लाइसेंस न केवल विश्वविद्यालयों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों के लिए भी एक राजस्व बन गया तो यह उद्यमी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है विश्वविद्यालय एक उद्यमी की भूमिका निभाता है इसलिए नए विश्वविद्यालय जहां तकनीकी समाधानों के निर्माता और बढ़ती हुई आर्थिक अपेक्षाओं के समाज विश्वविद्यालयों के आसपास आए विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई कि वे अपने शिक्षण कार्य को न केवल निष्पादित करें बल्कि यह सुनिश्चित करें कि वे नई प्रौद्योगिकियों के साथ आएं और समाज की मदद करें IP का उपयोग नई तकनीक का उपयोग करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था क्योंकि नई तकनीक के किसी भी क्षेत्र में लोगों के लिए निवेश करना कठिन है जब तक कि किसी प्रकार की सुरक्षा न हो इसलिए हम सभी प्रौद्योगिकियों में उनके जीवन के प्रारंभिक चरण के दौरान इसे देखते हैं चाहे यह सॉफ्टवेयर हो या जैव प्रौद्योगिकी हम देखते हैं कि शुरू में एक नई तकनीक में आईपी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है क्योंकि तब तक अधिकारों को इस तरह से क्रिस्टलीकृत नहीं किया जाता है जिसमें लोगों को पता चले कि उनके निवेश को कैसे पुन स्थापित किया जा सकता है इसलिए किसी भी नए उद्योग के प्रारंभिक युग में आप पाते हैं कि बौद्धिक संपदा पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें निवेश और विश्वविद्यालय आते हैं क्योंकि वे केंद्रित अनुसंधान कर रहे थे वे अनुसंधान और विकास में हुई जानकारी का विकास और प्रसार करने में भी सक्षम थे विश्वविद्यालयों ने भी इस तरह से योगदान दिया कि प्रारंभिक अनुसंधान को संरक्षित करने वाले आईपी को नए उत्पादों में विकसित किया जा सकता है अधिकांश समय ऐसा हुआ क्योंकि विश्वविद्यालय के अनुसंधान को एक निजी खिलाड़ी निगम या एक संस्था द्वारा लिया गया था जो इसका व्यवसायीकरण करने के लिए जोर दे रहा था और वह प्रौद्योगिकी को बाजार में ले गया इसलिए विश्वविद्यालय मुख्य रूप से अनुसंधान करने की भूमिका निभाते हैंलेकिन जो अनुसंधान यह विश्वविद्यालय करती है वह वाणिज्यिक इकाई रुचि के दायरे में आता है फिर व्यावसायिक इकाई और विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी से किसी प्रकार का लाइसेंस या किसी प्रकार का उद्यमशीलता नियम भी लागू होगा विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर अपने आईपी को दो व्यापक तरीकों से व्यावसायीकृत करेंगे एक वे जो प्रौद्योगिकी को कवर कर सकते हैं वे पेटेंट या प्राध्यापकों को लाइसेंस दे सकते थे और अनुसंधान दल खुद को एक कंपनी के रूप में प्रेरित कर सकते थे जिसे हम उद्यमशील नियम कहते हैं इसलिए वे एक ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं एक लाइसेंसिंग का मार्ग ले सकता है जहां सिर्फ तकनीक में लाइसेंस प्राप्त होता है और रॉयल्टी अर्जित की जाती है या वे एक उद्यमी मार्ग हो सकते हैं तीसरे पक्ष को तकनीक लाइसेंस देने के बजाय वे एक छोटी टीम बनाते हैं और एक स्टार्टअप के रूप में वे कंपनी बनाते हैं और उनकी कंपनी अब प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करने की कोशिश करती है ये सभी विश्वविद्यालय के कार्य का एक हिस्सा बन गए क्योंकि इसे एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा गया था जो जनता की भलाई के लिए की गई थी इसलिए शिक्षण में एक कार्य था जो जनता की भलाई के लिए निर्देशित था इसी तरह सार्वजनिक भलाई के लिए नई तकनीकों को विकसित करना भी विश्वविद्यालय के कार्य के साथ संरेखण में होने के रूप में देखा जा रहा था विश्वविद्यालय भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायक होते हैं इसलिए व्यापक वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का प्रसार विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता है और अमेरिका में विशेष रूप से 1980 के बाद से 5000 से अधिक स्टार्ट अप किया गया होता है लेकिन प्रमुख मॉडल लाइसेंसिंग यूनिवर्सिटी पेटेंट्स की तरह प्रतीत होता है विश्वविद्यालयों के लिए आईपी का क्या महत्व है ऐसे मामले हैं जहां एक ब्लॉकबस्टर के साथ आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कैंसर की दवा है इसने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब abacavir के बाद यौगिकों को विकसित करने में शामिल था जो एक एचआईवी एड्स की दवा है और विश्वविद्यालय ने इससे 370 मिलियन डॉलर से अधिक कमाया हम देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के दांव में शामिल होने के कारण पेटेंट मुकदमेबाजी लड़ने की संभावना होती है इसलिए ऐसे कई मामले हैं जहां विश्वविद्यालयों ने कंपनियों के साथ संघर्ष किया है विश्वविद्यालयों ने अन्य विश्वविद्यालयों के साथ संघर्ष किया है लेकिन विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कर्मचारियों और प्रोफेसरों के साथ भी लड़ जाते हैं एक मामला जो अमेरिका में ऐतिहासिक मामला था उसमें मैडी बनाम ड्यूक विश्वविद्यालय शामिल है यह निर्णय 2002 में सामने आया जहां प्रोफेसर मैडी के लिए खुला नहीं होगा क्योंकि यह प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करता है इसलिए भारत में अभी भी हमारे पास एक मजबूत शोध अपवाद है विश्वविद्यालयों को ऐसी चीजें करने की अनुमति है जो तकनीकी रूप से पेटेंट उल्लंघन कर सकती हैं अब तक वे अपने छात्रों को निर्देश दे रहे हैं और यह शोध उद्देश्यों के साथ किया जाता है न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ लेकिन एक बार विश्वविद्यालय ने अपने शोध के उत्पादों का व्यवसायीकरण करना शुरू कर दिया तो इस्तेमाल किए गए अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच एक रेखा खींचना कठिन हो सकता है क्योंकि यह मैडी बनाम ड्यूक विश्वविद्यालय कहते हैं इसने प्रौद्योगिकी आधारित मुद्दों से कहीं अधिक नैतिक मुद्दों को यह कहते हुए उठाया है कि आनुवांशिक सामग्री के संपादन में शामिल लागत के परिणाम क्या हो सकते हैं क्योंकि अधिकांश समय उस तकनीक का उपयोग भ्रूण अवस्था में किया जाता है और शोधकर्ता यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होते हैं कि इस संपादन का अंतिम परिणाम क्या हो सकता है इसलिए इसमें कुछ नैतिक मुद्दे भी शामिल होते हैं और हमारे पास एक मामला भी है जहां यूसी बर्कले 2014 में पेटेंट जीतने में प्रथम रहा यह एक ओवरलैपिंग तकनीक पर था जहां दो संस्थानों ने पेटेंट से जुड़ी तकनीक के लिए विभिन्नताओं के लिए आवेदन किया था इसलिए आप विभिन्न प्रकार के विवादों को देखते हैं और विशेष रूप से जब दांव अधिक हो जाते हैं तो आप यह संभावना देखेंगे कि उद्यमशील विश्वविद्यालय भी पेटेंट मुकदमेबाजी की ओर जाएगा प्रयोगशाला से बाजार तक अनुसंधान को ले जाने के कई उदाहरण हैं और इनमें से कुछ प्रोफेसरों ने बहुत ही पेशेवर तरीक़े से अनुसंधान को प्रयोगशालाओं से कंपनियों बनाने में महत्वपूर्ण काम किया है हर्बर्ट बोयर द्वारा कंपनी का अधिग्रहण किया गया भारत में यह एक उदाहरण है कि मुझे डॉ पी वेंकट रंगन के बारे में पता है जो एक हैं प्रमुख अकादमिक और आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र भी हैंउन्होंने एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी योडली इंक नामक कंपनी की स्थापना की और यह एक व्यावसायिक सफलता थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आणविक जीवविज्ञान की MRC प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के काम ने 11 नोबेल पुरस्कार आकर्षित किए हैं LMB के काम के लाइसेंसिंग से हमिरा शेयर बिक्री और लाइसेंसिंग बौद्धिक संपदा से 700 मिलियन पाउंड से अधिक आय अर्जित की है इसलिए आप देख सकते हैं कि यह केवल एक झलक है कि कैसे विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित बौद्धिक संपदा को बाजार में माना जाता है